तो अब मैं एक और रिएक्शन ड्रा करने जा रही हूं और यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन या क्लोरीन का एडिशन है इसलिए अगर मुझे केवल रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन इस तरह दिखती है जहां ब्रोमीन कार्बन कार्बन डबल बांड पर जुड़ जाता है लेकिन इस तरह की रिएक्शन आश्चर्य है क्योंकि हम वास्तव में जल्दी से यह पता नहीं लगा सकते हैं कि यहां कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं तो वे खुद एक तरह से पॉजिटिवली चार्जड positively charged हैं तो ब्रोमीन और ब्रोमीन यौगिक में सकारात्मक चार्ज कहाँ है अगर मैं वास्तव में इसके बारे में सोचती हूं तो दो ब्रोमाइन इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा कर रहे हैं यही हम मानते हैं लेकिन वास्तव में जैसे ही ब्रोमीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमिन ब्रोमिन बांड को पोलराइज कर देंगे तो क्या होने जा रहा है कि दो ब्रोमाइंस के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रोमाइंस के बीच समान रूप से साझा नहीं होने वाला है और क्या होगा कि ब्रोमाइंस में से एक आंशिक रूप से सकारात्मक हो जाएगा जबकि अन्य ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक बड़ा हिस्सा होगा और आंशिक रूप से नकारात्मक होगा तो यह ब्रोमीन ब्रोमीन बांड वास्तव में दो ब्रोमाइन के बीच इस प्रकार का एक बांड है जिसमें एक ब्रोमीन दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक सकारात्मक है तो आगे क्या होता है कि इस ब्रोमीन पर डबल बॉन्ड अटैक करता है जिसके परिणामस्वरूप ब्रोमिन ब्रोमीन के बीच का बांड टूट जाता है अब आप उम्मीद करेंगे कि ब्रोमीन कार्बन्स में से एक पर जुड़ेगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा यह सोचना तर्कसंगत है लेकिन इसके बारे में सोचें वहां एक कार्बोकैटायन मौजूद है जो वास्तव में सकारात्मक रूप से चार्ज है इसके ठीक बगल में यह ब्रोमीन परमाणु है जो बहुत भारी और इलेक्ट्रॉनों से भरा है तो वास्तव में क्या होता है कि ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बोकैटायन की ओर धकेल देगा और कुछ ऐसा बना देगा जिसे ब्रोमोनियम आयन कहा जाता है यह इतनी तेज़ प्रक्रिया है कि वास्तव में आप यहां गठन को अधिकतर नहीं देखते हैं आप इस कार्बोकैटायन को अलग नहीं कर सकते वास्तव में अधिकतर आप केमिस्ट्स को सीधे ब्रोमोनियम आयन के गठन को करते देखेंगे और यही हम अपनाने जा रहे हैं हम यह दिखाने जा रहे हैं कि डबल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है जिससे ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाता है लेकिन फिर तुरंत ब्रोमीन इस ब्रोमोनियम आयन को बनाने के लिए अन्य कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है अब यदि आप इस ब्रोमोनियम आयन की ज्यामिति के बारे में सोचते हैं तो आप देखेंगे कि या तो ब्रोमीन त्रिकोण को आपकी ओर आना होगा या ब्रोमीन त्रिकोण को आपसे दूर जाना होगा ये ब्रोमोनियम आयन की दो संभावनाएँ हैं अगले चरण में एक और ब्रोमाइड आयन इस कार्बन पर अटैक करने वाला है और अंतिम उत्पाद बनाने के लिए बांड को खोलता है अब हम इस विशेष रिएक्शन के लिए मॉडल को देखते हैं यहाँ मैंने ब्रोमोनियम आयन दिखाया है इसलिए हमारे पास ब्रोमोनियम आयन है जो कि आपकी ओर इस तरह आ रहा है कि यह ब्रोमीन इस जगह को संभालेगा याद रखें ब्रोमीन वास्तव में भारी परमाणु है तो इस विशेष केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक है तो जब दूसरे ब्रोमाइड को अटैक करना है यह वास्तव में इस तरफ से नहीं आ सकता है क्योंकि इस तरफ से ढेर सारी अड़चनें हैं त्रिकोण आपकी ओर बन रहा है इसलिए यह विशेष ब्रोमाइड वास्तव में यहाँ से अटैक नहीं कर सकता जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है जब दूसरे ब्रोमाइड को अटैक करना पड़ता है तो उसे बैकसाइड अटैक के रूप में करना पड़ता है तो यह इस त्रिकोण के पीछे से अटैक करने जा रहा है मान लीजिए कि यह इस विशेष कार्बन पर यहाँ अटैक करता है उदाहरण के लिए यह कार्बन पाँच बांड नहीं बना सकता है इसके एक बांड को तोड़ना है और जो आप देख रहे हैं वह यह है कि दो ब्रोमाइन्स ऐसे हैं जैसे उनमें से एक आप से दूर जा रहा है तो दूसरा आप की आने वाला है तो आप जो यहां देख रहे हैं वह एक एंटी एडिशन है एंटी का अर्थ विपरीत दिशाओं में जाना है दो ब्रोमाइन्स को कार्बन कार्बन डबल बांड पर ऐसे जोड़ा जाता है की यह एक एंटी एडिशन उत्पाद बनाता है हम इसे कागज पर कैसे दर्शाते हैं तो यहाँ दो ब्रोमोनियम आयन हैं उनमें से एक ब्रोमीन मेरे पास आ रहा है और दूसरे में ब्रोमीन मेरे से दूर जा रहा है अब क्या होता जैसे ही यह Br ब्रोमाइड अटैक करता है आप इस बांड को खोलने वाले हैं आप क्या बनाते हैं आप एक उत्पाद बनाते हैं जो इस तरह दिखता है अब यह ब्रोमीन पीछे से अटैक करता है तो कार्बन और उस ब्रोमीन के बीच का बांड पीछे होगा तो यह आप से दूर जा रहा है दूसरी ओर जब कोई ब्रोमाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा तो उसे सामने से अटैक करना होगा क्योंकि ब्रोमोनियम आयन पीछे की ओर बनता है ब्रोमाइड को सामने से अटैक करना पड़ता है और आप जो बनाते हैं यह विशेष ब्रोमीन यहां होगा दूसरा पीछे जाएगा हमने वास्तव में बनाया है वह कार्बन कार्बन डबल बांड में ब्रोमीन का एक एंटी एडिशन है तो अब हम इस रिएक्शन के एनीमेशन को देखेंगे आइए हम इन उत्पादों के बारे में सोचते हैं जब हम एक cyclohexene अणु को ब्रोमिनेट करते हैं तो हम वास्तव में enantiomers की एक जोड़ी बनाते हैं और आप यह देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहां स्क्रीन पर इन उत्पादों की पूरी chair conformations की व्याख्या की है हम 1S 2S 1 2dibromocyclohexane और 1R 2R 1 2 dibromocyclohexane को बनाते हैं यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये दोनों समान अनुपात में बनने जा रहे हैं तो वास्तव में जैसे ही यह रिएक्शन होती है आप एक racemic mixture बना रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच का संबंध यह है कि वे एक दूसरे के enantiomers हैं अब हम इस रिएक्शन के एक और संस्करण को देखते हैं पहली रिएक्शन में हम वास्तव में विलायक के बारे में बात नहीं करते थे तो आमतौर पर ब्रोमीन डाई क्लोरोमीथेन की उपस्थिति में लिया जाता है तो CCl4 की उपस्थिति में CH2Cl2 हमारा विलायक है इस तरह के एडिशन के लिए ये सॉल्वैंट्स हैं लेकिन अब अगर मैं पानी की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करती हूं जिसमें मैं Br2और H2O लेती हूं तो वास्तव में क्या होता है इसलिए हम इस विशेष उदाहरण को देखने जा रहे हैं पहला स्टेप वही है जैसा ही एल्क्रिन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है पहला स्टेप ऐसा है कि डबल बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमिन बॉन्ड का ध्रुवीकरण करता है और ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच के बांड को तोड़ देता है और आप अंत में एक ब्रोनोनियम आयन बनाते हैं तो मैं यहां दो ब्रोमोनियम आयनों को ड्रा करती हूं अब दो संभावनाएँ हैं पहली संभावना यह है कि ब्रोमोनियम आयन आपसे दूर हो जाता है जबकि दूसरी संभावना यह है कि ब्रोमोनियम आयन आपकी ओर बनता है अब इसके बारे में सोचो आपके पास इस रिएक्शन के अंत के साथ साथ ब्रोमाइड आयन भी है लेकिन आपके चारों ओर पानी के बहुत सारे अणु हैं क्योंकि आप एक विलायक में हैं जो पानी है इसलिए बड़ी मात्रा में पानी के अणु मौजूद हैं तो अगला अटैक वास्तव में ब्रोमाइड आयन Bromide ion के साथ नहीं होता है लेकिन फिर जो अणु आगे अटैक करने वाला है वह पानी का अणु होगा तो आगे जो होने वाला है वह यह है कि यहां पानी का अणु अटैक करने वाला है फिर से यह उसी तरह का अटैक करने जा रहा है यदि ब्रोमोनियम आयन आपकी ओर बनता है तो पानी को पीछे से अटैक करना पड़ता है यदि ब्रोमोनियम आयन आपसे दूर बनता है तो पानी को सामने से अटैक करना पड़ता है यह सिर्फ हमले के स्टेयरिक बाधा को कम करने के लिए है लेकिन अब अगर आप वास्तव में इस यौगिक को देखते हैं तो यौगिक सममित नहीं है एक कार्बन अधिक प्रतिस्थापित है तो अब हमें अगला सवाल पूछने की जरूरत है कि कौन सा कार्बन है जो वास्तव में अटैक करता है इसलिए अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो मुझे फिर से ब्रोमोनियम आयनों में से एक को ड्रा करने दें हम यह मान रहे हैं कि ब्रोमीन दो कार्बन से समान है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है याद रखें कि बांड वास्तव में केवल इलेक्ट्रॉन हैं जो दो परमाणुओं के बीच होते हैं तो यह एक स्थिर अणु नहीं है लेकिन यह सॉल्यूशन में घूम रहा है तो वास्तव में ऐसा हो सकता है कि ब्रोमीन परमाणु जो त्रिभुज के केंद्र में है यह एक कार्बन के करीब हो और दूसरे से दूर हो तो या तो यह एक संभावना है या मैं इसे इस अन्य कार्बन के करीब और इस पहले कार्बन से दूर ड्रॉ कर सकती हूं अब यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो दोनों स्थितियां संभव है ब्रोमिन कभी भी एक स्थिर स्थिति में नहीं होता है यह उन दोनों के बीच दो कार्बन को पकड़कर उनके बीच में बहने वाला है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 से और अधिक दूर है क्योंकि कार्बन नंबर 1 में एक मिथाइल समूह है जैसे ही ऐसा होता है ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 से और दूर हो जाता है उस कार्बन पर एक डेल्टा पॉजिटिव विकास शुरू हो जाता है जबकि अगर ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 से दूर हो जाता है तो यहां कार्बन नंबर 2 एक डेल्टा पॉजिटिव विकसित करता है तो अगर आप इन दोनों स्थितियों के बीच के बारे में सोचते हैं तो लाल रंग एक प्रकार का पक्षधर है क्योंकि उस विशेष इंटरमीडिएट में एक कार्बोकैटायन होता है जिसे अधिक प्रतिस्थापित या आंशिक रूप से अधिक प्रतिस्थापित कार्बन को सकारात्मक चार्ज किया जाता है और इसलिए पहले की तुलना में यह पसंदीदा होगा और इसलिए जब पानी का अणु अटैक करना चाहता है तो पानी का अणु कार्बन नंबर 2 के बजाय कार्बन नंबर 1 पर अटैक करेगा तो हम कार्बन नंबर 1 पर अपने पानी के अणु पर अटैक करने जा रहे हैं अब जब ब्रोमोनियम आयन आपसे दूर जा रहा है तो पानी ऐसे अटैक करेगा कि यह सामने से अटैक करेगा और यह इस बांड को तोड़ देगा तो हम यहाँ क्या बनाते हैं हम या तो इस तरह दिखने वाले एक अणु का निर्माण करते हैं अब सामने से पानी का अटैक होता है इसलिए पानी सामने होगा तो आपको यह याद रखना चाहिए कि पानी सामने से अटैक करता है इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बांड आपकी तरफ होगा और जिसके परिणामस्वरूप मिथाइल बॉन्ड दूर चला जाएगा अब दूसरे कार्बन ब्रोमीन बांड ने वास्तव में रिएक्शन में भाग नहीं लिया तो यह अपरिवर्तित रहता है इसलिए यह उत्पादों में से एक होगा लेकिन याद रखें कि यह अभी तक अंतिम उत्पाद नहीं है क्योंकि हमने एक चार्ज स्पीशीज को जन्म दिया है इसलिए हम उस ऑक्सीजन को खुश करने के लिए एक और स्टेप करने जा रहे हैं ऑक्सीजन को वास्तव में पॉजिटिवली चार्ज होना पसंद नहीं है इसलिए एक और पानी का अणु अंदर आएगा और यहां से एक प्रोटॉन पकड़ लेगा और इस विशेष उत्पाद का निर्माण करेगा अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि OH और ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी जोड़े गए हैं फिर से यह एक एंटी एडिशन है किसी भी एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके पास एक इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लिक तीन सदस्यीय रिंग है अंत उत्पाद लगभग हमेशा एक एंटी एडिशन उत्पाद होने वाला है ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रिभुज या तो आपकी ओर या आपसे दूर हो जाता है और वास्तव में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टायरिक बाधा बनाता है अब अन्य उत्पाद क्या होगा इसलिए यदि यह विशेष इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है तो उत्पाद क्या होगा इसे लिखते हैं यदि यह इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है तो हम बस एक बॉन्ड स्विच ऐसे करते हैं कि कार्बन ब्रोमाइन बॉन्ड अब आपकी ओर आने वाला है कार्बन मिथाइल बॉन्ड आपकी ओर आ जाएगा और कार्बन OH बांड आपसे दूर हो जाएगा फिर यदि आप देखते हैं कि OH और Br एक दूसरे के anti जा रहे हैं यह एक रीजिओ स्पेसिफिक रिएक्शन है तो आप यह देखने जा रहे हैं कि पानी हमेशा बहुत अधिक प्रतिस्थापित कार्बोकैटायन या अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर अटैक करता है जो रिएक्शन में बन सकता है तो इस विशेष रिएक्शन को हेलोहाइड्रिन गठन भी कहा जाता है हेलोहाइड्रिन क्योंकि हमने एक हलोजन जोड़ा है जो ब्रोमीन है और हमने एक हाइड्रिन भी जोड़ा है जो पानी के अणु से OH है तो यह एक Halohydrin फॉरमेशन रिएक्शन है